इलेक्ट्रोस्टेटिक की उपस्थिति में डाइलेक्ट्रिक मैटेरियल I डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के संदर्भ में हमने पोलराइजिंग मटेरियल प्रस्तावित किए है मैं यहां पर एक नई राशि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D को ला रहा हूं जिसका जिक्र मैंने पोलराइजेशन मैं किया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E और बाउंड चार्जेस BoundऔरBound के बारे में भी बात की है किस प्रकार इन राशियों को उपयोग करके हम इलेक्ट्रोस्टेटिक की समस्या को हल करते हैं अब हम डाइलेक्ट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और विशेष रूप से रैखिक डाइलेक्ट्रिक्स पर ये ऐसा मटेरियल हैं जिनका अपने आप में कोई पोलराइजेशन नहीं होता है लेकिन अगर उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वे एक पोलराइजेशन Prविकसित करते हैं जो किe0E द्वारा दिया जाता है यहां पर मैं एक राशि eको परिभाषित कर रहा हूं जहाँ Er r बिंदु पर क्षेत्र है Pre0E औरPr r बिंदु पर पोलराइजेशन है मैं यहां केवल एक चेतावनी देना चाहता हूं कि E अप्लाइड फील्ड के बराबर नहीं है यह उस बिंदु पर लोकल फील्ड Eके बराबर है जो अप्लाइड फील्ड और उस फील्ड का संयोजन होगा जो पोलराइजेशन के द्वारा इन इंड्यूस्ड चार्जके कारण उत्पन्न होता है E अप्लाइड फील्ड के बराबर नहीं है यह r पर फील्ड है e को इलेक्ट्रिकल सबसिविलिटी के रूप में जाना जाता है अर्थात् उस बिंदु पर लोकल रूप से अप्लाइड फील्ड या फील्ड के लिए सिस्टम कितना संवेदनशील कितना उत्तरदायी है e का यही अभिप्राय है इसलिएr पर डिस्प्लेसमेंट Dr 0EP के रूप में दिया जाता है जिसे मैं 01eEr लिख सकता हूँ राशि 1e को हम हम K या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे तो इस प्रकार टैलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए डिस्प्लेसमेंट K0E के बराबर हो जाता है और कभी कभी हम इसे E के रूप में लिखते हैं जहां एप्सिलॉन𝝐 उस मेटेरियल की परमिट्टीविटी है Dr0EP01eErK0EϵE अब आइए देखें कि किसी समस्या को हल करने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है डाइलेक्ट्रिक्स की उपस्थिति में समस्या का समाधान के लिए हमारे पास क्या है हमारे पास D के लिए समीकरण हैं ∇ D Free यह मेरे पास एक समीकरण है मेरे पास दूसरा समीकरण ∇ E 0 के बराबर है और इसको E ∇ V भी लिखा जा सकता है जो मुझे बताता है कि मैं E के ग्रेडियंट को एक पोटेंशियल के रूप में लिख सकता हूं अब हम यहां पर दिए गए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तथा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है जिससे D का डायवर्जेंस ∇ D Free है तथा E ∇ V है अब मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि इस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन के संदर्भ में Dऔर Eअथवा Pऔर Eके बीच क्या संबंध है Dऔर Eअथवा Pऔर E के बीच के संबंध को कान्स्टिटूटिव संबंध कहा जाता है और हम इस संबंध को लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए पहले ही लिख चुके हैं रैखिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए यह संबंध यहां पर दिया गया है तो हमारे पास जो है वह है Dfree हमारे पास E है हमारे पास DK0E K0 है इसलिए यदि आप चाहें तो 0को बाहर लेकर 0Kfree भी लिख सकते हैं Dfree E DK0E K0 0Kfree और अब मुझे यह विचार करने की आवश्यकता है कि यदि मैं इस पूरे मीडियम को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह देखता हूं जैसे कि यहां एक मीडियम है और हो सकता है कि इसके बाहर एक और मीडियम उपस्थित हो तो यह K बदलेगा मुझे क्या करना है मुझे यहां इस सीमा पर बाउंड्री कंडीशन की आवश्यकता है और ये बाउंड्री कंडीशन Dfree से प्राप्त करना आसान है मैं गॉस थ्योरमGauss's Theorem के द्वारा लिख सकता हूं कि D2 D1free आइए देखें कि इसका क्या मतलब है Dfree D2 D1free तो मान लीजिए कि यहाँ एक इंटरफ़ेस है यह मीडियम 1 है यह मीडियम 2 है इस माध्यम को वेक्यूम भी किया जा सकता है और यहाँ D1 है यहाँ D2 है यदि मैं एक छोटा को D पर लागू करें जो Dfree को संतुष्ट करता है तो मुझे D dVfree dVप्राप्त होता है जिसे DdSfree dV के रूप में लिख सकता हूं अब मैं इस बॉक्स का आकार छोटा और छोटा मानकर चलता हूं तोDdS को लिख सकते हैं यदि मैं D की दिशा को सभी जगह समान मानता हूं तो किसी भी स्थिति में मैं इसे D2n12 D1n12 के रूप में भी लिख सकता हूं क्योंकि n12 D1के विपरीत है जैसा कि मैं बॉक्स को लगातार छोटा करता जा रहा हूं तो यहां free d पर केवल वही चार्ज रहेगा जो इस बॉक्स के क्षेत्रफल का freeगुना होगा हमें यहां पर भी बॉक्स के क्षेत्रफल से गुणा करना होगा आइए थोड़ा और सावधानी रखते हुए हम इसे बॉक्स की ऊंचाई से गुणा करते हैं अर्थात अब मुझे ऊंचाई× क्षेत्रफल×D2n12 D1n12free×ऊंचाई× क्षेत्रफल प्राप्त होता है मुझे इसे यहाँ दिखाने दो यह बॉक्स है यह इसका क्षेत्रफल है और यह इसकी ऊंचाई है ऊंचाई तथा क्षेत्रफल दोनों ओर से कैंसिल हो जाती हैं और मुझे D2n12 D1n12free मिलता है यदि कोई फ्री चार्ज नहीं है तो D कंटीन्यूअस होगा तो यह एक बाउंड्री कंडीशन है Dfree D dVfree dV DdSfree dV ऊंचाई× क्षेत्रफल×D2n12 D1n12free× क्षेत्रफल×ऊंचाई D2n12 D1n12free एक अन्य बाउंड्री कंडीशन यह है कि इस सतह को फिर से देखें यहां E को देखें माना कि E1 सतह के एक और है तथा E2सतह के दूसरी ओर है E0है यदि मैं इस तरह का एक लूप लेता हूं और स्टोक्स थ्योरमStokes Theorem को इस पर लागू करता हूं तो मुझे E1 E2 प्राप्त होता है जिसका अभिप्राय है कि इस इंटरफेस पर कंटीन्यूअस है तो आइए इन सभी को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं मेरे पास क्या है मुझे समस्याओं को हल करना है जिसके लिए हमारे पास Dfree है मेरे पास E V है मैंने पोटेंशियल के लिए लिखा है इसे V के रूप में लिखने दें मेरे पास कान्स्टिटूटिव संबंध है DK0E है या इसके समकक्ष लोकल पोलराइजेशन Pre0Eके बराबर है और फिर इन सबके अतिरिक्त हमारे पास सभी बाउंड्री कंडीशन हैं और बाउंड्री कंडीशन यह है कि एक इंटरफ़ेस में DBound है और अथवाV कंटीन्यूअस है इनके साथ हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स में सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं क्योंकि मैं इस कान्स्टिटूटिव संबंध को जानता हूं आइए एक उदाहरण को हल करें सबसे सरल उदाहरण यह होगा कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के असीमित डायलेक्टिक मीडियम में मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है आप अपनी बारहवीं कक्षा से उत्तर पहले से ही जानते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड E1KQ4π01r2 के रूप में दिया जाता है K इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को कम कर देता है आइए अब हम अपनी गणितीय मशीनरी को लागू करके इसका उत्तर प्राप्त करें Dका डायवर्जेंस r पॉइंट पर free के बराबर होता है आइए इस बिंदु को मूल मानें तब मैं इसे Q δ के रूप में लिख सकता हूँ इसलिए DQ δ यह मेरा समीकरण 1 है मुझे यह भी ज्ञात है कि E0के बराबर है और इससे मुझे E Vके बराबर प्राप्त होता है अब लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए DrK0Er के बराबर है और इसलिए यह K0V देता है यह मुझे तुरंत D K02Vr देता है और यह Q δके बराबर है या 2VrQK0δ के बराबर है यह वह समीकरण है जो मुझे उत्तर देगा लेकिन मुझे इसका जवाब पहले से ही पता है E1KQ4π01r2 DfreerQ δ E0E V DrK0Er K0V D K02VrQδ 2VrQK0δ यह एक पॉइंट चार्ज समीकरण के समान है जो मुझे बताता है कि यह 2VrQ0δके बराबर है क्योंकि प्रत्येक केंद्र का एक पॉइंट चार्ज है इसके अतिरिक्त मेरे पास अब जो समीकरण है वह है 2VrQK10δ है तो यह सब मुझे बताता है कि Vr मूल फ्री चार्ज सॉल्यूशन से 1K गुना अधिक होने वाला है और इसलिए Vr140KQrप्राप्त होता है शेष उत्तर प्राप्त करना आसान है अगले व्याख्यान में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और संबंधित फील्ड को हल करने के कुछ और उदाहरण लेंगे जब कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिनियर डाइलेक्ट्रिक्स मौजूद होते हैं